अब तक हमने क्वांटम यांत्रिकी के हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर चित्रों की चर्चा की है और जो मैंने तुम्हें दिखाया है वह यह है कि दोनों बराबर हैं दोनों बराबर हैं और हाइजेनबर्ग की तस्वीर में चीजों को मैट्रिक्स के माध्यम से परिभाषित किया गया है और श्रोडिंगर तस्वीर में हमारे पास तरंग फ़ंक्शन है और जब आप मात्रा xop को परिभाषित करना चाहते हैं तो यह प्रत्येक मात्रा के लिए ऑपरेटरों के माध्यम से किया जाता है तो हमारे पास उदाहरण के लिए हाइजेनबर्ग चित्र का xmn मैट्रिक्स तत्व ∫mxndx के रूप में था और जब यह ऑपरेटर n पर x करता है तो इसका मतलब है कि यह xmxndx से गुणा करता है दूसरी ओर हमने pmn को भी परिभाषित किया जो ∞ से mp के बराबर था जो ndx पर कार्य करता है और p जब यह संचालित होता है तो एक अंतर ऑपरेटर होता है तो यह वास्तव में इसे अलग करता है तो आपको middx ndx मिलता है और फिर हम इन मात्राओं के लिए अपेक्षित मूल्यों को भी परिभाषित करते हैं तो x के लिए अपेक्षा मान और p के अपेक्षा मान को ∞x2xdx के रूप में परिभाषित किया गया था और पी के लिए अपेक्षा मूल्य को ∫iddxψdx एकीकृत ओवर के रूप में परिभाषित किया गया था और हम इसे इन राशियों के औसत मूल्यों के रूप में भी समझते हैं इतना ही नहीं हम यह भी देख सकते थे कि p2 के अनुरूप ऑपरेटर कुछ और नहीं बल्कि p2 थे और यह 2d2dx2 हो गया x2 के अनुरूप संचालिका और कुछ नहीं बल्कि x2 तरंग फलन को गुणा कर रहा था और इसी तरह हम इन ऑपरेटरों की उच्च शक्तियों और उनके स्वयं के गुणन को भी परिभाषित कर सकते हैं इस सब के माध्यम से हम इस व्याख्यान में जो सीखने जा रहे हैं वह क्वांटम यांत्रिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में जाना जाता है जो बताता है कि मात्रा क्वांटम यांत्रिकी में है जिसे सामान्य रूप से बहुत उच्च परिशुद्धता के साथ नहीं मापा जा सकता है वास्तव में 2 मात्राएँ जिन्हें एक दूसरे से संयुग्मित कहा जाता है अनिश्चितता संबंध द्वारा दिए गए संबंध हैं यदि आप एक मात्रा को बहुत अधिक सटीकता से मापते हैं तो दूसरी मात्रा कम सटीक हो जाती है और यही हम देखने जा रहे हैं कि क्वांटम यांत्रिकी में ऐसा क्यों होता है यह वास्तव में क्वांटम स्थिति का परिणाम है और इसलिए यह एक सिद्धांत है जो क्वांटम यांत्रिकी के लिए बहुत ही अनूठा है आपने अपनी १२वीं कक्षा में अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में सीखा होगा यह कथन है तो मैं इसे अभी लिखता हूँ और फिर हम इसे और आगे खोजेंगे आपने सीखा होगा कि किसी दिए गए कण डेल्टा xpx2 के लिए

हम x को कैसे परिभाषित करते हैं हम px को कैसे परिभाषित करते हैं हम इसे इस व्याख्यान में गणितीय कठोर तरीके से देखने जा रहे हैं तो आइए देखें कि क्या मैं मात्रा x का माप कर रहा हूं तो मुझे औसत मान x मिलता है और अगर मैं x2 को मापता हूं तो मुझे इसका औसत मूल्य मिलता है यदि मैं इसमें से एक्स के औसत मूल्य या औसत मूल्य घटाता हूं और वर्गमूल लेता हूं तो इसे x के रूप में परिभाषित किया जाता है इसी तरह अगर मैं उसका p2 अपेक्षा मान लेता हूं तो ⟨p⟩2 घटाएं और वर्गमूल लें यह p है सामान्य तौर पर और मैं इसे दायीं ओर लिखता हूं सामान्य तौर पर किसी भी मात्रा के लिए हम इसे ओ कहते हैं या O में अनिश्चितता ⟨O2⟩ ⟨O⟩2 के बराबर होगी और यह सही समझ में आता है मुझे बताएं कि कैसे तो मान लीजिए मेरे पास एक मात्रा है या मान लीजिए कि कुछ संख्याएँ लीजिए मान लीजिए कि मैं मापता हूँ और मुझे 1 2 2 3 1 4 इत्यादि मिलते हैं आइए हम खुद को 1 2 3 4 5 6 संख्याओं तक सीमित रखें और औसत लें तो मान लें कि यह ⟨x⟩ 1223146 होगा और वह 8 5 136 मोटे तौर पर 2 हो जाता है और इसलिए ⟨x⟩2 मोटे तौर पर 4 है आइए हम ⟨x⟩2 लें और यह 14491166 हो जाता है जो कि 5 जमा 4 9 18 जमा 16 34 जमा 35 बटा 6 के अलावा और कुछ नहीं है जो लगभग 6 है तो आप देखते हैं कि ⟨x2⟩ है ⟨x2⟩ से अधिक और इसलिए दो समान नहीं हैं क्योंकि मूल्यों में फैलाव है दूसरी ओर यदि सभी x समान होते तो ये दोनों बराबर होते तो यह x या p या O सामान्य रूप से आपको किसी भी मात्रा में फैलाव देता है अगर मैं कई माप करता हूं और पाता हूं कि वे अलग हैं तो यहां दिए गए तरीके से परिभाषित यह x मुझे बताता है कि फैलाव कितना है और जो अनिश्चितता का सिद्धांत आपको बताता है वह यह है कि संयुग्मित मात्रा में प्रसार से गुणा किया गया प्रसार 2 से अधिक है और अब हम इसे दिखाते हैं इससे पहले मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूं कि प्रसार के संदर्भ में एक आइगन मूल्य के लिए क्या होता है इसलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑपरेटर O है जो एक तरंग फ़ंक्शन पर काम करता है और मुझे आइगन मान Onn देता है फिर ⟨O⟩ ∫nOndx द्वारा दिया जाएगा जो कि कुछ भी नहीं है लेकिन Onजिस पर बाहर आता है जो एक संख्या nndx है जो On है दूसरी ओर अगर मैं ⟨O2⟩ की गणना करता हूं तो यह ∫nO2ndx होगा जो कुछ भी नहीं है लेकिन बाहर आने पर आप On nO के साथ फिर से n dx पर काम कर रहे हैं और आपको On2∫nndx मिलता है जो कि On2 है तो इस मामले में आप जो देखते हैं वह यह है कि On2 ⟨O2⟩ के समान है और इसलिए O0 इसलिए यदि मैं एक ऑपरेटर की अपेक्षा मान लेता हूं तो तरंग फ़ंक्शन के संबंध में जो कि आइगन फ़ंक्शन हैं और फिर इसमें प्रसार की गणना करें या इसमें x या O हो जाता है इसलिए स्थिर अवस्था में हम कर सकते हैं wr स्थिर अवस्था में एक तरंग E 0 निकलेगी यह एक निश्चित ऊर्जा अवस्था है ठीक है इसलिए इस पृष्ठभूमि के साथ अब मैं अनिश्चितता के सिद्धांत को सिद्ध करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे कॉची श्वार्ट्ज नामक कुछ चाहिए श्वार्ट्ज स्व असमानता होगी जिसे अगर मैं केवल वैक्टर के संदर्भ में रखूं तो यह कुछ भी नहीं कहता है A B जिसे समझना बहुत आसान है क्योंकि A B और कुछ नहीं Bcos और यह हमेशा B से कम या बराबर होता है क्योंकि हमेशा 1 से कम या बराबर होता है कार्यों के संदर्भ में यह आपको बताता है कि यदि मेरे पास एक ऑपरेटर O1 है और यह O2 के साथ उत्पाद है और इसे अपेक्षा मान लें तो इसका क्या मतलब है क्या मैं ∫xO1O2ψdx ले रहा हूं यह और इसे मापांक है यह व्यक्तिगत अपेक्षा मूल्यों से कम या बराबर होगा जो कि ∫O1ψdx बार ∫O2ψdx है जो और कुछ नहीं बल्कि यह पूरी मात्रा ⟨O1⟩⟨O2⟩ के अलावा और कुछ नहीं है इसे कॉची श्वार्ट्ज असमानता के रूप में जाना जाता है और अब हम इसका उपयोग अनिश्चितता के सिद्धांत को साबित करने के लिए करने जा रहे हैं उसके लिए मैं एक ऑपरेटर के रूप में मात्रा x ⟨x⟩ चुनता हूं तो यह O1 होने जा रहा है और O2 इस ऑपरेटर p ⟨p⟩ होने जा रहा है तो मुझे कॉची श्वार्ट्ज असमानता से होने वाला है तो मैं कॉची श्वार्ट्ज असमानता का उपयोग करने जा रहा हूं और ले जाऊंगा तो मैं जो दिखाने जा रहा हूं वह है ⟨x ⟨x⟩p ⟨p⟩⟩ और यह ⟨x ⟨x⟩2⟩ ⟨p ⟨p⟩2⟩ होना चाहिए आप सोच सकते हैं कि मैं वर्गमूल क्यों ले रहा हूं क्योंकि आप ⟨x ⟨x⟩⟩0 देखते हैं और ⟨p ⟨p⟩⟩0 तो जो मैं वास्तव में गणना कर रहा हूं वह यह फैलाव है या x p दाहिने हाथ की ओर यह एक प्रकार का आरएमएस विचलन है आइए हम बाईं ओर काम करें तो ⟨x ⟨x⟩p ⟨p⟩⟩ ⟨xp x⟨p⟩ ⟨x⟩p⟨x⟩⟨p⟩⟩ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं इसका अपेक्षा मूल्य ले रहा हूं जो कि ⟨xp⟩ ⟨x⟩⟨p⟩ ⟨x⟩⟨p⟩⟨x⟩⟨p⟩ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं कुछ शर्तों को रद्द करने जा रहा हूं तो यह साथी इसके साथ रद्द कर देता है और मुझे यह ⟨xp⟩ ⟨x⟩⟨p⟩ के बराबर मिलता है इस सब में यह ध्यान रखें कि जब भी मैं यह कोणीय कोष्ठक या अपेक्षा मान लिख रहा हूँ जो एक संख्या सही है अत यह मात्रा एक संख्या है और यह मात्रा एक संख्या है यदि आप ⟨x ⟨x⟩p ⟨p⟩⟩⟨x ⟨x⟩2⟩ ⟨p ⟨p⟩2⟩ का उपयोग करने में असहज हैं फिर आप इसके बजाय O1 इस वर्ग के लिए और O2 के लिए p ⟨p⟩2 का उपयोग कर सकते हैं और कॉची श्वार्ट्ज असमानता को ⟨x ⟨x⟩2p ⟨p⟩2⟩ के रूप में लिखें जो ⟨x ⟨x⟩2⟩⟨p ⟨p⟩2⟩ होगा जिससे पहले के समान परिणाम प्राप्त होंगे तो हमने ⟨x ⟨x⟩p ⟨p⟩⟩⟨xp⟩ ⟨x⟩⟨p⟩ की गणना की है मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं और करता हूं और जांचता हूं कि मैं इसे ⟨xppx⟩2⟨xp px⟩2 ⟨x⟩⟨p⟩ के रूप में सही करूंगा तो मैंने इसमें क्या किया है मैंने जो किया है मैंने ⟨xp⟩ को ⟨xppx⟩2⟨xp px⟩2 के रूप में लिखा है यहां तक कि मैं दोनों पक्षों पर अपेक्षा मूल्य लेता हूं यही मुझे मिलता है और मैं इसे यहां और यहां उपयोग करूंगा यह तो मुझे पता है कि ⟨xppx⟩2 प्लस के अलावा और कुछ नहीं है क्वांटम स्थिति से याद रखें कि xp px यह और कुछ नहीं बल्कि iℏcross है तो इसलिए यह iℏ2 ⟨x⟩⟨p⟩ हो जाता है अब मैं इसे आपके लिए यह दिखाने के लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं कि ⟨xppx⟩ वास्तविक है ठीक है यदि आप ऑपरेटर फॉर्म में p लिखते हैं तो यह दिखाना बहुत आसान है तो यह वास्तव में ∫xidψdxiddxxψdx बन जाता है और आप जोड़तोड़ कर सकते हैं आप भाग से एकीकरण कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि यह वास्तविक हो जाता है तो आपके पास वह है जो ⟨xp⟩⟨xppx⟩2iℏ2 ⟨x⟩⟨p⟩ है जो वास्तविक मात्रा a प्लस एक काल्पनिक मात्रा 2 है जहां a को ⟨xppx⟩2 ⟨x⟩⟨p⟩ के रूप में परिभाषित किया गया है तो यह सब एक साथ इकट्ठा करने के लिए हमने क्या किया है हमने पाया है कि ⟨x ⟨x⟩p ⟨p⟩⟩xp जिसे परिभाषित किया गया था कि मैं आपको याद दिलाता हूं x को ⟨x2 ⟨x⟩2⟩ के रूप में परिभाषित किया गया था और इसे ⟨p2 ⟨p⟩2⟩ के रूप में परिभाषित किया गया था जो कुछ भी नहीं है लेकिन मैं इसे ⟨x ⟨x⟩2⟩ के रूप में भी लिखता हूं वही बात दूसरे शब्द के लिए यह कुछ भी नहीं है लेकिन ⟨p ⟨p⟩2⟩ वे सभी एक और एक ही चीज़ हैं तो दायीं ओर मेरे पास xp है जिसे इन सभी कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया गया है और बाईं ओर अब मेरे पास ai2 है तो हमारे पास क्या है अब हमारे पास ai2xp का मापांक है ai2 a224 के अलावा और कुछ नहीं है जो निश्चित रूप से 2 से बड़ा है क्योंकि एक वर्ग एक सकारात्मक मात्रा है और इसलिए यहाँ से मेरा परिणाम 2xp है और यह अनिश्चितता का सिद्धांत है जो कहता है कि यदि आप एक तरंग फ़ंक्शन x को कई बार और p को कई बार मापते हैं तो एक प्रसार होगा लेकिन प्रसार ऐसा होने वाला है कि यह उत्पाद से अधिक या बराबर होगा 2 से यह आपके माप की सीमा नहीं है लेकिन यह क्वांटम यांत्रिकी में मौलिक रूप से अंतर्निहित है मैंने इसका संकेत दिया था मैंने इसके बारे में संकेत दिया था जब हमने कुछ व्याख्यानों के कणों के लिए एक तरंग पैकेट का निर्माण किया था और मैंने वहां क्या कहा था कि यदि मेरे पास एक तरंग पैकेट है जिसमें x का फैलाव है तो समतल तरंगों का संगत मिश्रण जो आपको देता है k अंतरिक्ष में k फैल गया है जैसे कि xk का क्रम 1 है आप दोनों से गुणा करते हैं xp पक्षों के क्रम मिलता है तो जिस क्षण आप एक कण को एक तरंग द्वारा निरूपित करने का प्रयास करते हैं आपको इस प्रकार की अनिश्चितता का संबंध मिलता है क्योंकि जिस क्षण आप यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक लहर है इसे उस सटीकता के लिए स्थानीयकृत नहीं किया जा सकता है जो आप वहां रखना चाहते हैं एक सीमा है और फिर गति भी इसी तरह फैलती है और जो इस अनिश्चितता संबंध द्वारा दी जाती है आप देख सकते हैं कि क्या मैं x को छोटा और छोटा px बनाता हूं जैसे बड़ा हो जाता है और बड़ा अगर मैं x बड़ा और बड़ा px छोटा और छोटा हो जाता हूं तो यह इस तरह का संबंध है जो इन दोनों स्प्रैड्स में है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वेव फंक्शन जो कि आइगन फंक्शन हैं उनका स्प्रेड नहीं होता है तो आइए एक प्रश्न पूछें क्या ऐसे तरंग फलन हैं जिनमें या तो x0 है और ये x ऑपरेटर या p0 के आइगन फ़ंक्शन होंगे और वे p ऑपरेटर के आइगन कार्यों के अनुरूप होंगे तो आप शारीरिक रूप से सोच सकते हैं कि x ऑपरेटर के आइगन कार्यों के लिए x गुना यह f आपको एक निश्चित xx0 देना चाहिए यह एकमात्र तरीका हो सकता है यदि fxδ हो वहाँ भी है अगर आप पिछले व्याख्यानों से याद करते हैं तो 12π∫eikdk के अलावा और कुछ नहीं है चूँकि सभी समतल तरंगों के आयाम समान होते हैं इसका मतलब है कि सभी संवेग एक ही संभावना के साथ आते हैं तो आप देख सकते हैं किp यह वह प्रतिनिधित्व है जो आपको p देता है जहां इस मामले में x 0 है इसलिए मुझे पता है कि उत्पाद सीमित रहता है पी ऑपरेटर के आइगन फ़ंक्शन के बारे में कैसे इसके लिए मेरे पास idψ dx होगा जो एक निश्चित गति pψ होने वाला है और यह आपको तुरंत देता है कि ψeipx तो मैंने आपको जो दिखाया है वह यह है कि p का आइगन फ़ंक्शन eipx है जिसे मैं eikx के रूप में लिख सकता हूं इस स्थिति p में किसी कण के लिए संवेग का मान नियत होता है दूसरी ओर यह एक समतल तरंग है तो यह ∞ से ∞ तक जाता है तो इसमें x→∞ जबकि चूंकि यह संवेग निश्चित है p0 ये दो आदर्श मामले हैं एक मामले में वेव फंक्शन एक δ फ़ंक्शन है दूसरे केस वेव फंक्शन एक प्लेन वेव है जो ∞ से एक कण के लिए फैलता है ये दो आदर्श केस 2 एक्सट्रीम केस हैं जो समान नहीं हैं उदाहरण के लिए जो देखा जाता है वह एक बॉक्स में कण है जहां तरंग फ़ंक्शन 0 और l के बीच होता है या आप एक साधारण हार्मोनिक गति क्षमता में एक कण भी देखते हैं जहां यदि यह संभावित तरंग कार्य है तो e x2 जैसा है तो इसका कुछ फैलाव है और यह वह जगह है जहां x 0 नहीं होने वाला है और p 0 नहीं होने वाला है लेकिन उत्पाद हमेशा 2 से बड़ा या बराबर होगा इसी तरह एक बॉक्स में एक कण x नहीं जा रहा है 0p 0 नहीं होने जा रहा है वास्तव में मैं आपको असाइनमेंट में समस्याएं देने जा रहा हूं जहां मैं आपको इनके लिए x और p की गणना करने के लिए कहूंगा और देखें कि उनका उत्पाद क्या है यह हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए जैसा कि हमारे पास है हमारी व्युत्पत्ति में सख्ती से देखा गया

तो आपने अब तक जो सीखा है वह अनिश्चितता का सिद्धांत है और मैंने खुद को एक आयाम तक सीमित कर लिया है जो कहता है xp≥2 और यह एनालॉग गणनाओं के त्वरित बैक के लिए बहुत काम आता है उदाहरण के लिए अब मुझे पता है कि x से 0 तक जाने का अर्थ है कि p अनंत तक जाता है और पिछले व्याख्याता से एक बाध्य अवस्था ⟨p⟩ के लिए ही 0 है तो p का अर्थ है कि ⟨p2⟩ बहुत बड़ा हो रहा है और इसका अर्थ है कि p22m बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए यदि आप एक कण को अधिक से अधिक सीमित करते हैं तो अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है यदि इसे फैलने दिया जाए तो यह छोटा हो जाता है और आपने इसे पहले देखा है फिर से हम एक बॉक्स समस्या में कण पर वापस जाते हैं जहां एक कण लंबाई L के बॉक्स में सीमित था और यदि आपको यह ऊर्जा En1L2 याद है इसलिए जैसे जैसे L बड़ा होता जाता है ऊर्जा छोटी होती जाती है यह ठीक अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रदर्शन है हम इसका उपयोग विभिन्न प्रणालियों की ऊर्जाओं का अनुमान लगाने के लिए भी कर सकते हैं उदाहरण के लिए मैं फिर से उदाहरण एक पर जाऊंगा सिद्धांत का उपयोग करने के लिए जमीन की स्थिति या किसी सिस्टम की न्यूनतम ऊर्जा का अनुमान लगाने के लिए तो मैं पहला उदाहरण लेता हूं कि यह कण लंबाई एल के एक बॉक्स में है और आप इस मामले में देख सकते हैं कि x एल के क्रम का है और p जिसे ⟨p2⟩ ⟨p⟩2 के रूप में परिभाषित किया गया है ⟨p2⟩ के अलावा कुछ भी नहीं है क्योंकि बाध्य अवस्था के लिए p का मान 0 है इसलिए p जो ⟨p2⟩L के बराबर है 2 से बड़ा या उसके बराबर होगा और इसलिए p2 स्वयं 24L2 से बड़ा या उसके बराबर होने वाला है p22m जो कि ऊर्जा है जो 28mL2 से अधिक या उसके बराबर होने वाली है जो आप वास्तव में पाते हैं दूसरे उदाहरण में मैं कण को एक साधारण हार्मोनिक क्षमता में ले जाऊंगा और इस मामले में यदि यह x 0 पर केंद्रित है तो मुझे पता है कि x की समरूपता से अपेक्षा मूल्य 0 होने जा रहा है और मुझे यह मान लेना चाहिए कि ⟨x2⟩∼a ताकि हम संभावित ऊर्जा को 12ka2 के रूप में लिख सकें जो कि 12m2a2 है गतिज ऊर्जा के बारे में कैसे अब फिर से ⟨p⟩0 इसलिए ⟨p2⟩ ⟨p⟩2 जो कि ⟨p2⟩ के समान है 2 ए के क्रम का होगा जो कि x के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए गतिज ऊर्जा होने वाली है ⟨p2⟩2m जो कि 28ma2 है और इसलिए कुल ऊर्जा E 28ma212m2a2 होने वाली है और सबसे कम ऊर्जा खोजने के लिए मैं इस ऊर्जा को मेरे लिए उपलब्ध एकमात्र पैरामीटर के संबंध में कम करता हूं और वह है ए तो मैं dEda0 करता हूं जो मुझे 24ma3 देता है जिसमें माइनस साइन इन फ्रंट प्लस m2a0 है या आप इसे हल करते हैं आपको a22mω मिलता है तो हमने अपनी न्यूनतम ऊर्जा को ए के संबंध में पाया है कि a22mω और कुल ऊर्जा E को 28ma212m2a2 के रूप में दिया गया था यह 28m2mω12m22mω होगा जो ℏω2 होगा ठीक वही उत्तर जो हमें श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर मिला था तो मैं यहां टिप्पणी करना चाहता हूं क्योंकि श्रोडिंगर समीकरण को हल करने से न्यूनतम ऊर्जा समान होती है साधारण आवर्त गति की मूल अवस्था के लिए अनिश्चितता xp भी न्यूनतम होनी चाहिए या अन्य सभी राज्य 2 से अधिक होने जा रहे हैं तो यह अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग करके ऊर्जा के परिमाण अनुमान के क्रम को प्राप्त करने के लिए एक आवेदन है मैं आपको अपने असाइनमेंट में इससे जुड़ी कुछ समस्याएं भी बताऊंगा तो इसके साथ मैं यह कहकर इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं कि x x का अपेक्षित मान है ⟨x2⟩ मान जब आप इसमें से x घटाते हैं और वर्गमूल लेते हैं तो हम x को परिभाषित करते हैं इसी तरह अगर मैं ⟨p2⟩ लेता हूं और ⟨p2⟩ घटाता हूं तो हम p को परिभाषित करते हैं और कॉची श्वार्ट्ज असमानता के साथ क्वांटम स्थिति का उपयोग करते हुए हमें xp≥2 मिला और वह अनिश्चितता का सिद्धांत है और फिर हमने इसे दो प्रणालियों की ऊर्जाओं का अनुमान लगाने के लिए लागू किया